सभी को नमस्कार आपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में हम QSAR के विषय मैं जारी रखेंगेजोकि मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध है यह क्या है QSAR जैविक गतिविधि के बीच गणितीय संबंध के अलावा कुछ भी नहीं है और यह प्रायोगिक डेटा है अथवा हम इसे आणविक प्रणाली और इसके ज्यामितीय भौतिक इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक गुणों के साहित्य से एकत्र कर सकते हैं तो आश्रित चर गतिविधि होगी और स्वतंत्र चर एक पैरामीटर डिस्क्रिप्टर अथवा संरचनात्मक विशेषता होगी यह एक ज्यामितीय descriptors भौतिक descriptors इलेक्ट्रॉनिक descriptors अथवा एक रासायनिकप्रॉपर्टी हो सकती है तो यह उनमें से कोई भी हो सकता है उनमें से कोई भी एक हो सकता है तो साहित्य में बहुत सारे विवरण उपलब्ध हैं हम उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे तो मूल रूप से आप एक गणितीय संबंध को रैखिक प्रतिगमन या nonlinear प्रतिगमन विकसित कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी को स्वतंत्र चर कहा जाता है या कभी कभी आप इसे x कहते हैं और आश्रित चर को गतिविधि कहते हैं जिसे हम y कहते हैं तो अगर आपको याद है कि आपके आँकड़े हमें y फ़ंक्शन से मिलते हैं विभिन्न xs के तो descriptors आपके माप आकार और इसी तरह भौतिक रासायनिक descriptors हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक descriptors इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स स्टिक descriptors वॉल्यूम लिपोफिलिसिटी घुलनशीलता यह लिपोफिलिक कैसे है log p हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्षमता हाइड्रोजन बॉन्डिंग गठन की संख्या आकार आवेश ध्रुवीयता इतने सारे descriptors हजारों और हजारों descriptors की गणना एक अणु के लिए की जा सकती है हमने एक इलेक्ट्रॉनिक descriptors के साथ शुरुआत की अथवा इसे बेंजोइक एसिड के प्रतिस्थापित हेममेट dissociation constants द्वारा उपयोग किया जाता है इन्हें प्रतिस्थापित बेंजोइक एसिड कहा जाता है और ये बेंजोइक एसिड अलग हो सकते हैं आपके पास एक स्थिर स्थिरांक है और फिर एसिड रूप COOH और COO इत्यादि में अलग हो जाते हैं वह विकल्प बेंजोइक एसिड है अब R समूह पर निर्भर करता है और स्थिति ऑर्थो मेटा पैरा के आधार पर आपके पास विभिन्न dissociation constant हो सकते हैं यह है जो यह टेबल देता है आप फ्लोरीन देख सकते हैं जो ऑर्थो में है ऑर्थो में यह बहुत उच्च dissociation constant है जब आप पैरा में CH3 प्रकार के समूह के लिए नीचे जाते हैं तो यहां आपके पास बहुत कम dissociation constant हो सकता हैजैसा कि आप देख सकते हैं इसके अलावा स्थिति के आधार पर आप कर सकते हैं और समूह का प्रकार आपके पास विभिन्न dissociation constant हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन वापस लेना या दान करना जो anion को स्थिर करता है जिसे anion कहते हैं COO को anion कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन दान समूह इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह जो हमारे पास हैं OR OH हमारे पास इलेक्ट्रॉन दान समूह हैं जबकि इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाला समूह हमारे यहां X है X कम हो सकते हैं CHO COR CN NR ये इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाले समूह हैं एसिड फॉर्म को स्थिर किया जाता है अगर R इलेक्ट्रॉन दान कर रहा हो तो तो सभी समूह इसलिए अम्ल है यह अम्ल का रूप है यह Anion का रूप है तो अम्ल का रूप स्थिर होता है जब हम इलेक्ट्रॉन दान समूह होते हैं Anion के रूप को स्थिर किया जाता है अगर R इलेक्ट्रॉन दान समूह है तो तो अगर इलेक्ट्रॉन को X की तरह वापस ले लिया जाता है और इसी तरह आपको anion मिलता है जबकि अम्ल फॉर्म बनता है जब आप इलेक्ट्रान दानकरते हैं जैसे कि OH OR NHCOCH3 और आदि तो अगर anion के रूप को स्थिर किया जाता है तो आपके पास एक बड़ा K होने वाला है अगर अम्ल का रूप स्थिर हो जाता है तो आपके पास एक छोटा K होने वाला है तो log Ka log Ka और प्रतिस्थापित करें log K को प्रतिस्थापित किया जाता है जिसे सिग्माकहते हैं तो यह सब तस्वीर में क्यों आता है अगर आप सल्फेनिलमाइड की एंटी बैक्टीरियल गतिविधि को देखते हैं तो इन्हें सल्फिलामाइड कहा जाता है इन्हें सल्फर समूह कहा जाता है और वे R के आधार पर N और H बनाते हैं अथवा आपके पास यह होगा अथवा आपके पास Anion का रूप होगा Anion का रूप अथवा यह रूप लेकिन Anion का रूप सक्रिय एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो न्यूट्रल रूप नहीं है क्योंकि अगर आप पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड को देखते हैं तो यह बैक्टीरिया के लिए सब्सट्रेट है और यह सल्फा दवाएं भी उसी तरह दिखती हैं एक प्रतिस्पर्धी अवरोध जो हो रहा है और इसलिए सल्फा औषधि अधिनियम तो anion रूप सक्रिय भाग है नाकी न्यूट्रल रूप तो इसका मतलब है कि हमें इस dissociation की आवश्यकता है तो R के आधार पर जैसे हमने R की स्थिति में Anion को देखा अथवा न्यूट्रल रूप को स्थिर किया तो अगर आपके पास बहुत उच्च सिग्मा है तो हमारे पास बहुत ही उच्च सिग्मा है आप log 1 c से भी ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब है कि गतिविधि इलेक्ट्रॉन निकासी द्वारा anion को स्थिर करते हैं इस प्रकार जैविक गतिविधि में वृद्धि होती है जबकि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दान है और फिर जैविक गतिविधि कम हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉन निकासीहै हमारे पास जैविक गतिविधि भी बढ़ रही है यह इलेक्ट्रॉनिक फीचर के संबंध में है अब हम दूसरे को देखते हैं जिसे Steric फीचर कहा जाता है अगर आप एस्टर के हाइड्रोलिसिस को देखते हैं यह एक एस्टर RCOOCH3 है R कुछ भी हो सकता है और हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि पानी कार्य कर रहा है तो आपको एक उत्प्रेरक अथवा ऐसा कुछ चाहिए जिससे यह RCOOH CH3OH बन जाए जो मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल है तो R का आकार प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करता है क्योंकि ऐसा होता है कि यहां कार्बोनिल कार्बन पर एक न्यूक्लियोफिलिक हमला होता है R यहां एक न्यूक्लियोफिलिक हमला होता है जो RCOOH के साथ साथ CH3 OH के गठन की ओर जाता है तो R का आकार बताता है कि न्यूक्लियोफिलिक हमला कितना आसान है अथवा कितना मुश्किल है अगर R बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियोफिलिक हमले बहुत मुश्किल है तो गतिविधि कम हो जाती है अगर R छोटी गतिविधि है तो नीचे जाती है इसे steric प्रभाव कहा जाता हैअथवा इसे Taft पैरामीटर भी कहा जाता है इसकी गणना log k RCOOCH3 log CH3 COOCH3से की जाती है k एस्टर हाइड्रोलिसिस के लिए स्थिर दर है तो यह बड़ा है इसलिए हमारे पास बड़ा R कम दर स्थिर होगा यह महत्वपूर्ण क्यों है अगर आप एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज़ को देखते हैं तो एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज़ के लिए अवरोधक हैं तो इस एसिटाइलकोलाइन का हाइड्रोलिसिस यहां होता है यह यहां हमला करता है तो सक्रिय होने के लिए ऑर्गनोफॉस्फेट्स को हाइड्रोलाइज्ड किया जाना चाहिए और उनकी जैविक गतिविधि इस समूह के आकार पर निर्भर करती है कि यहां छोड़ने वाले समूह का आकार तो गतिविधि यहां समूह छोड़ने के आकार के सीधे आनुपातिक है और इसे Taft पैरामीटर कहा जाता है एक और descriptor जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है Log P यहां वह है Log P अवशोषण और जैविक प्रणालियों में वितरण प्रक्रियाको अणुओं के हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक गुण द्वारा निर्धारितकिया जाता है हमने इस Log P के बारे में काफी देखा Log P कुछ नहीं है लेकिन ऑक्टेनॉल पानी में इस विशेष अणु का विभाजन है ऑक्टेनॉल में अधिक आप इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं ऑक्टेनॉल में पानी कम होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं तो कई प्रक्रियाएं इस पर निर्भर करती हैं और जैसा कि आप प्रतिस्थापन के आधार पर देख सकते हैं प्रत्येक प्रतिस्थापन log p के लिए योगदान देता है उदाहरण के लिए CH3 056 है जो कि अधिक हाइड्रोफोबिक है अगर आपका कहना है कि तृतीयक हमारे पास 198 है Aryl ग्रुप 196 C6 H11 251 जबकि अगर आप नाइट्रो OH NH2 को देखते तो वे सभी नकारात्मक हैं क्योंकि वे सभी हाइड्रोफिलिक हैं तोअगर आपके पास एक अणु है अगर आप एक विशेष कार्यात्मक समूह के साथ बदलते हैं तो हम योगदान का पता लगा सकते हैं हम पैरेंट कंपाउंड के असली log p को घटा सकते हैं अथवा पैरेंट कंपाउंड के log p में जोड़ सकते हैं तो log p बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उदाहरण के लिए दवाओं की एक विविध श्रृंखला की anticonvulsant गतिविधि को देखें ये ड्रग्स की श्रृंखला हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके पास R1 है यहाँ R2 समूह और फिर यहाँ X है X हो सकता है NH CH2 O CONH2 यह पांच सदस्यीय रिंग है तो इन दवाओं की गतिविधि ये anticonvulsant ड्रग्स हैं जो वे सभी log P पर निर्भर करते हैं मैं देख सकता हूं कि अधिक हाइड्रोफोबिक होने से अधिक log p गतिविधि होगीतो log p बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हम log p पर और अधिक विस्तार से देखेंगे क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि अवशोषण log p के माध्यम पर निर्भर करता हैजैसा हमने लंबे समय पहले देखा था तो अगर आप ड्रग्स को देखते हैं जो सीरम एल्ब्यूमिन को बांधता है तो जैसे log p बढ़ता है क्योंकि यह अधिक हाइड्रोफोबिक हो जाता है गतिविधि भी बढ़ जाती है यह QSAR है प्रतिगमन संबंध है ताकि log p बढ़ जाए और यह एक रेखीय प्रतिगमन समीकरण है आप यहां देख सकते हैं कि गतिविधि इस तरह से बढ़ जाती है यह हर समय रैखिक होने की आवश्यकता नहीं है तो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स बाइंडिंग के लिए अधिक से अधिकlog p बढ़ता है यह हर समय रैखिक नहीं होना चाहिए यह इस तरह भी हो सकता है गतिविधि अधिकतम होने पर एक अनुकूलतम log p log p 0 हो सकता है तो शुरू में यह अधिकतम तक पहुँचता है और फिर नीचे आता है तो आम तौर पर ईथर की anesthetic गतिविधि के लिए यह इस प्रकार पालन करता है तो यह एक अरेखीय संबंध है तो प्रतिगमन संबंध अरेखीय हो सकता है जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं यह log p पर निर्भर करता है लेकिन यह log p वर्ग और log p है तो हमारा एक अरेखीय रिग्रेशन संबंध है तो हमारे यहां एक निरंतर टर्म है और फिर हमारे पासlog p के लिए एक वर्ग टर्म है और फिर हमारे पास log p के लिए एक रैखिक टर्म है तो संबंध शुरू में इस तरह बढ़ता जाएगा क्योंकि यह तेजी से बढ़ता है क्योंकि यह एक बड़े log p मूल्य पर जाता है यह टर्म शुरू होता है तो log p नीचे आना शुरू होता है जब आपके पास अधिकतम गतिविधि हो तो यह एक अनुकूलतम log p है यह केवल anesthetic गतिविधि के लिए लागू होता है तो आपके पास सिस्टम हो सकते हैं जहां इस प्रकार का व्यवहार देखा जा सकता है तो इसे अनुकूलतम मूल्य anesthetic गतिविधि कहा जाता है तो हाइड्रोफोबिसिटी वास्तव में काफी लागू होती है एक बात जो आपको याद रखने की जरूरत है कि QSAR समीकरण केवल उसी यौगिकों पर लागू होते हैं जो संरचनात्मक वर्ग के हैं इसे भूलना मत मैं बेंजोइक एसिड जैसे यौगिकों के एक वर्ग के लिए एक QSAR का प्रदर्शन करता हूं और फिर मैं इसे कुछ अन्य diaryl प्रणालियों में विस्तारित करने की कोशिश करता हूं जो शायद काम न करें तो एक अलग संरचनात्मक वर्गों के लिए भी दिलचस्प रूप से अनुकूलतम log p जो यहां दिया गया है अनुकूलतम log p यहां दिया गया प्रतीत होता है 23 तो 23 के आसपास आपको कई संरचनात्मक वर्गों के लिए एक बहुत ही उच्च गतिविधि मिल सकती है दिलचस्प भी 23 के आसपास log p के साथ संरचनाएं CNS में प्रवेश करती हैं जो कि आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है क्योंकि आपको याद है कि रक्त मस्तिष्क बाधा में प्रवेश करने के लिए हमें लगभग 23 की आवश्यकता होती है अगर यह कम है तो यह हाइड्रोफिलिक होगा तो यह प्रवेश नहीं कर सकेगा तो anesthetic दवाओं के लिए कई वर्गों के लिए भले ही आपके पास विभिन्न प्रकार की ड्रग्स हो सकती हैं लगभग log p लगभग आता है 23 यह ध्यान में रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यह ध्यान में रखना बहुत उपयोगी है Barbiturates उनके पास एक log p लगभग 2 है तो यह संख्या काफी दिलचस्प है तो अगर आप CNS के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें 2 से दूर रहने की आवश्यकता है ताकि यह या तो नीचे या नीचे आ जाए ताकि यह रक्त मस्तिष्क बाधा को पार न करे तो हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों पर ध्यान दिया जिसे स्थिर को सिग्मा कहा जाता है इसे हैममेट सबस्टिट्यूटेंट स्थिरांक कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रान को हटाने अथवा प्रतिस्थापन के इलेक्ट्रॉन दान प्रभाव को मापता है एरोमेटिक पदार्थ के लिए सिग्मा को बेंजोइक एसिड के साथ प्रतिस्थापित बेंजोइक एसिड के dissociation constant की तुलना करके मापा जाता है तो सिग्मा आप का एक अनुपात है जिसको आप खोज सकते हैं सब्सीट्यूट वर्सेस अनसब्सीट्यूट के रूप में और dissociation constant दिया जाता है PhCOO PhCOOH COO द्वारा जिसका अर्थ है Anion रूप COOH अम्ल रूप है हम लंबे समय पहले पढ़ चुके हैं तो sigma X में उदाहरण के लिए हमारे पास इलेक्ट्रान निकासी समूह है NO2 आवेश X द्वारा स्थिर होता है संतुलन दाईं ओर बदलता है संतुलन दाईं ओर शिफ्ट होता है वह Kx KH होता है KH का अर्थ है निष्कलंक Kx प्रतिस्थापित तो इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाला समूह संतुलन यहां Kx KH में स्थानांतरित हो गयातो सिग्मा एक सकारात्मक मूल्य है उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन दान समूह CH3 यह तब दान होता है जब चार्ज होता है यहां बाईं ओर स्थित अस्थिर संतुलन परिवर्तन है तो Kx KH है तो सिग्मा X नकारात्मक मूल्य होगा इसे Hammett substituent Constant कहा जाता है सिग्मा मान आगमनात्मक और अनुनाद प्रभाव पर निर्भर करता है सिग्मा इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रतिस्थापी मेटा या पैरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमने लंबे समय बाद एक तालिका देखी जिसमें मेटा और पैरा के dissociation constant के विभिन्न मूल्य हैं ऑर्थो मान steric प्रभाव के कारण अमान्य हैं ऑर्थो का अर्थ है कि प्रतिस्थापन इतना करीब है तो steric के कारण यह काम नहीं कर रहा है तो मेटा प्रतिस्थापी इस पर देखो यह NO2हमारे पास R यहाँ है हमारे पास पैरा NO2 है सिग्मा 078 है मेटा NO2 हैतो सिग्मा 071 है ई वापसी आगमनात्मक प्रभाव जब आपके पास पैरा प्रतिस्थापन ई वापसी है इंडक्टिव रेजोनेंस प्रभाव क्योंकि जब हमारे पास पैरा प्रतिस्थापन है तो हमारे पास एक प्रतिध्वनि है जो नाइट्रोजन में हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं और बेंजीन में डबल बॉन्ड इस तरह से चलते रहते हैं इसे रेजोनेंस प्रभाव कहते हैं तो आपके पास ऐसा है तो जब इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है तो आपके पास प्रेरक और रेजोनेंस प्रभाव हो सकता है जो कि पैरा प्रतिस्थापन है जबकि अगर कोई मेटा प्रतिस्थापन होता है तो हमारे पास रेजोनेंस प्रभाव नहीं होगा केवल प्रेरक प्रभाव हो रहा होगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं जब हमारे पास OH प्रकार का समूह है हमने देखा NO2 मेटा हमारे पास सिग्मा मेटा है 012 पैरा 037 केवल इंडक्टिव इफेक्ट है जबकि इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन प्रमुख रेजोनेंस प्रभाव का दान कर रहा है प्रेरक प्रभाव मामूली है तो हमारे पास रेजोनेंस प्रभाव हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि डबल बांड कैसे स्थानांतरित हो जाता है स्थानांतरित हो जाता है स्थानांतरित हो जाता है तो आपके पास यहाँ अकेला जोड़े हैंतो यह 037 है इसका मतलब क्या है न्यूट्रल रूप आयनियन रूप से अधिक स्थिर है यहांन्यूट्रल रूप मेटा प्रतिस्थापन हैन्यूट्रल रूप आयनियन रूप से कम स्थिर है और जबकि नाइट्रो मेटा और पैरा में लगभग समान है Diethyl phenyl phosphates आपके यहां दो ethyl समूह हैं उनका उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है हमारे पास इस तरह के समीकरण हैं 2282 सिग्मा 0348 तो इलेक्ट्रॉन प्रत्यावर्तन प्रतिस्थापन गतिविधि को बढ़ाता है तो R एक प्रतिस्थापन के रेजोनेंस प्रभाव को परिमाणित करता है F एक उपप्रकार के प्रेरक प्रभावों को परिमाणित करता है जिसे रेजोनेंस कहते हैं और दूसरे को प्रेरक कहा जाता है जैसे मैंने आपको यहां दिखाया है एलिफैटिक इलेक्ट्रॉनिक सबट्यूएंट्स जो हमारे यहां एलिफैटिक ग्रुप है तो आपके पास हाइड्रोलिसिस हो सकता है जैसे aliphatic तो हमारे पास OH है वे कैसे कार्य करते हैं उन्हें फिर से सिग्मा 1 द्वारा परिभाषित किया गया है आपके पास केवल विशुद्ध रूप से आगमनात्मक प्रभाव हैं और उन्हें प्रायोगिक रूप से एलिफैटिक एस्टर के हाइड्रोलाइज़ की दरों को मापकर प्राप्त किया जाता है हाइड्रोलिसिस दरों को basic और अम्लीय परिस्थितियों में मापा जाता है तो आपके पास यहां होने वाली रेजोनेंस नहीं है आपके पास हमेशा इंडक्शन हो रहा होगा क्योंकिएरोमेटिक के विपरीत जहां हमारे पासरिजोनेंस बांड हैं एलिफैटिक नहीं होगा तो X इलेक्ट्रॉन दान की दर कम हो जाती है क्योंकि सिग्मा 1 नकारात्मक है अगला इलेक्ट्रॉन वापस लेने की दर बढ़ जाती है क्योंकि सिग्मा 1 सकारात्मक है क्या तुम्हे समझ आया तो एलिफैटिक सिस्टम में केवल आगमनात्मक प्रभाव होता है कोई रेजोनेंस प्रभाव नहीं है कि आप कैसे मापते हैं हम एलिफैटिक एस्टर की हाइड्रोलिसिस की दरों को देखकर माप सकते हैं हाइड्रोलिसिस को बुनियादी और अम्लीय स्थिति के तहत मापा जाता है तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन दान है तो हमारे पास नीचे जाने की दर है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वापस लेने की दर ऊपर जाती हैतो steric से प्रभावित मूल स्थिति दर जैसे कि मैंने steric इलेक्ट्रॉनिक कारकों का उल्लेख किया हैतो steric प्रभाव के लिए सुधार के बाद sigma1 दें और अम्लीय स्थिति दर केवल स्टेरिक कारकों से प्रभावित होती है यह Es है हमने पहले Es के बारे में बात की थी Taft आकार कारक याद है कि Basic शर्त के तहत स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होगा अम्लीय स्थिति के तहत हमारे पास केवल steric प्रभाव होगा यही कारण है कि यहां हमने सिग्मा L का उल्लेख किया है क्योंकि आप steric प्रभाव भी तस्वीर में आ सकते हैं Steric factors Taft Steric फ़ैक्टर जिसके बारे में हमने बात की है इसकी तुलना अम्लीय परिस्थितियों में एक मानक esters के खिलाफ प्रतिस्थापित एलीफेटिक ester की हाइड्रोलिसिस की दरों से की जाती है अगर आप बेसिक लाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को समाप्त करने वाले हैं तो हमारे पास Kx हो सकता है log Kx log K0 Kx मूल एस्टर के हाइड्रोलाइज़ की एक प्रतिस्थापित एस्टर दर के हाइड्रोलिसिस की दर का प्रतिनिधित्व करता है Es log kx log ko प्रतिस्थापन के लिए सीमित है जो प्रतिक्रिया के लिए tetrahedral transition state के साथ स्टेरिक रूप सेinteract करता है प्रतिस्थापन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जो रेजोनेंस अथवा हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा transition state के साथ interact करता है वहाँ यह रेजोनेंस प्रभाव और हाइड्रोजन संबंध में हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा यह सब आपके Taft पैरामीटर को प्रभावित करेगा एक अंतर आणविक प्रक्रिया में समूहों के steric प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं यह स्थिति के रिसेप्टर प्रकार के लिए दवा बाध्यकारी है आपके पास मोलर रेफ्रेक्टिविटी नामक एक टर्म भी है यह मात्रा है प्रतिस्थापी माप की यह एकdescriptor है जिसकी हम गणना कर सकते हैं जिसे मोलर रेफ्रेक्टिविटी कहा जाता है यह दिया गया है n वर्ग 1n वर्ग 2 आणविक भार घनत्व द्वारा यह एक सुधार कारक है जिसे ध्रुवीकरण के लिए अपवर्तन सुधार कारक का सूचकांक कहा जाता है इसे अपवर्तन का सूचकांक कहा जाता है तो यह आणविक भार का एक कार्य है घनत्व का कार्य जिसे मोलर रेफ्रेक्टिविटी कहा जाता है जब आप आणविक भार को घनत्व के साथ करते हैं तो आप सही मात्रा के साथ समाप्त होते हैं तो यह एक descriptor है जिसका हम कई बार उपयोग करते हैं इसके बाद Hansch समीकरण आता है Hansch समीकरण क्या है एक QSAR समीकरण जो योगिक है विभिन्न भौतिक रासायनिक गुणों से संबंधित एक श्रृंखला की जैविक गतिविधि के लिए तो आपके पास log p तस्वीर में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक कारक होंगे तस्वीर में आने वाले स्टेरिक कारक तो हम बाईं ओर एक QSAR गतिविधि कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक steric और log p से संबंधित टर्म हो सकते हैं तो आप सरल समीकरण से शुरू करते हैं और आप विस्तृत कर सकते हैं क्योंकि अधिक संरचनाएं संश्लेषित होती हैं Log p आप इसे इस तरह के एक परवलयिए समीकरण के रूप में डाल सकते हैं तो log p स्क्वायर log p इलेक्ट्रॉनिक टर्म steric फैक्टर और यह एक स्थिर है तो विशिष्ट Hansch समीकरण याद रखें कि QSAR हम केवल तभी विकसित कर सकते हैं जब हमारे पास उस गतिविधि के लिए कुछ प्रायोगिक डेटा हो जो बाएं हाथ की ओर है अथवा हमें साहित्य से कुछ डेटा मिलता है जहां किसी और ने यौगिक की श्रृंखला के लिए गतिविधि का अनुमान लगाया है तो beta halo की इस एड्रेनर्जिक अवरुद्ध गतिविधि को देखें यह beta halo aryl amines है ये अमाइन हैं aryl amines जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ नाइट्रोजन है और इसीलिए हम Aryl amines कहते हैं तो हमारे यहाँ halo यौगिक हैं तो आम तौर पर यह है कि कैसे Hansch समीकरण 122 159 122 pi 159 सिग्मा pi हाइड्रोफोबिसिटी का प्रतिनिधित्व करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक का प्रतिनिधित्व करता है तो यह हाइड्रोफोबिक प्रतिस्थापी के संबंध में एक सकारात्मक है और इलेक्ट्रॉनिक कारक के लिए यह नकारात्मक है कि इलेक्ट्रॉनिक दान करने वाले प्रतिस्थापी हैं इसे Hansch समीकरण कहा जाता है तो log p संबंधित टर्म यहां आता है इलेक्ट्रॉनिक यहां आता है लेकिन यहां steric जानकारी के बारे में अधिक उल्लेख नहीं किया गया है ये मलेरिया रोधी गतिविधि हैं फेनेंथ्रीन एमिनो कारबिनोल की तो हमारे पास 3 fused rings rings हैं हमारे यहाँ एमिनो समूह है यही कारण है कि अमीनो कारबिनोल इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ OH है हमारे पास log स्क्वायर है log p है फिर उसका हाइड्रोफोबिक भाग आता है और फिर हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा है हमारे पास सिग्मा x और सिग्मा y के लिए समान रूप से pix और pi y के लिए 2 टर्म हैं गतिविधि log p के रूप में थोड़ी बढ़ जाती है परवलयिक समीकरण का मतलब गतिविधि के लिए एक अनुकूलतमlog p मूल्य है हाइड्रोफोबिक प्रतिस्थापन के लिए गतिविधि बढ़ जाती है विशेष रूप से यहां Y रिंगकी और फिर विशेष रूप से रिंग Y के प्रतिस्थापन वाले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए गतिविधि बढ़ जाती है निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के लिए सबस्टिट्यूट को चुना जाना चाहिए प्रत्येक भौतिक रासायनिक प्रॉपर्टी के लिए मूल्यों की एक श्रृंखला का अध्ययन किया गया है तो जब मैं नए अणुओं को संश्लेषित करता हूं तो मैं स्थानापन्न करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे एक अलग pi मिले जिसका अर्थ है कि विभिन्न हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मूल्य मुझे विभिन्न तरह के सिगमा मिलते हैं मान भिन्न गुणों के लिए सहसंबद्ध नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ है कि उन्हें मूल्य में ऑर्थोगोनल होना चाहिए अध्ययन किए गए प्रत्येक पैरामीटर के लिए कम से कम 5 संरचनाएं आवश्यक हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है अंगूठे का प्रत्येक पैरामीटर का अध्ययन किया जाता है तो उदाहरण के लिए मैं अलग दिख रहा हूं मैं H Me एथिल या N प्रोफिल या N ब्यूटाइल में प्रतिस्थापित कर रहा हूं तो phi इस तरह बदलते हैं तो H 0 के लिए यह अधिक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक मोलर रेफ्रेक्टिविटी इस तरह से बदल जाता है और मैंने परिभाषित किया कि मोलर रेफ्रेक्टिविटी पहले क्या है सहसंबंधित मूल्य तो हमारे पास H Me OMe Pi और MR हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनमें से कुछ का मूल्यों में कोई संबंध नहीं है ये सभी सह संबंधित MR और pi हैं क्रेग प्लॉट नाम की कोई चीज है जिसका इस्तेमाल QSAR में भी किया जाता है यह एक क्रेग प्लॉट है हमारे पास 2 चीजें हो रही हैं एक है हम x अक्ष pi पर है कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक प्रतिस्थापन है सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन है सकारात्मक सिग्मा सकारात्मक piयह नकारात्मक सिग्मा नकारात्मक pi है तो विभिन्न प्रतिस्थापन समूह जैसा कि आप देख सकते हैं कि NO2 यहां गिरता है यहां बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक और बहुत कम pi है अगर आप फ्लोरो को बहुत कम सिग्मा और pi को देखें अगर आप SF5 को देखें तो 5 फ्लोरीन वाले सल्फर में उच्च pi के साथ साथ यथोचित बहुत उच्च सिग्मा मिला है यह इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दान है यहाँ यह अधिक हाइड्रोफोबिक है यहाँ यह अधिक हाइड्रोफिलिक है तो अगर आपने कहा है कि COOH यह एक हाइड्रोफिलिक है और यह इलेक्ट्रॉन वापस भी ले रहा है अगर आप यहाँ देखते हैं तो यह हाइड्रोफिलिक OH है और यह इलेक्ट्रॉन दान है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प प्लॉट है तो हम यह तय कर सकते हैं कि हमारे अध्ययन के लिए हमारे मूल अणु में कौन सा विकल्प डाला जाए क्या मैं हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक संतुलन बनाए रखने के द्वारा इलेक्ट्रॉन को वापस लेने के प्रभाव को देखना चाहता हूं अथवा क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कारक सिग्मा को बनाए रखकर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक गतिविधि प्रकृति को संशोधित करना चाहता हूं तो मैं यह तय करके विभिन्न प्रकार के अणुओं को संश्लेषित कर सकता हूं और उनकी गतिविधि का अध्ययन कर सकता हूं ताकि मेरे पास एक बहुत फलदायी QSAR संबंध होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है QSAR विश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन की आसान पहचान की अनुमति दें जिसमें सिग्मा और pi दोनों शामिल हैं एक विकल्प चुनें प्रत्येक चतुर्थांश से जोकि सुनिश्चित करें ऑर्थोगोनलिटीकोयह बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए मूल्यों की एक सीमा के साथ प्रतिस्थापन चुनें तो मैं यहां के समूहों से कहे जाने वाले विकल्प चुन सकता हूं मैं यहां से चुन सकता हूं मैं नीचे से चुन सकता हूं मैं इस तरह से चुन सकता हूं उस तरह से मैं ऑर्थोगोनलिटी रखता हूं मैं एक कम एक उच्च एक निम्न एक उच्च चुन सकता हूं तो मैं उस श्रेणी को उन मानों की चित्र श्रेणी में भी प्राप्त कर सकता हूं जो उस विशेष आकृति का लाभ है फिर हमारे पास कुछ है जिसको Topliss योजनाकहते हैं जो की सहायता कर सकता है आप को अणु के संश्लेषित करने में एक बहुत ही प्रभावी तरीके से ताकि आप दोनों हाइड्रोफोबिसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विशेषताओं को संबोधित कर सकें जो कि इलेक्ट्रॉन वापस लेना और इलेक्ट्रॉन दान विशेषताएं हैं तो हम अगली कक्षा में इस Topliss योजना को जारी रखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए